अब हम माइक्रोकंट्रोलर्स पर गौर करेंगे हमने देखा है कि माइक्रोप्रोसेसर मूल रूप से सीपीयू हैं इसलिए माइक्रोकंट्रोलर 1 कदम आगे हैं तो आप इसे कंप्यूटर के रूप में मान सकते हैं कई माइक्रोकंट्रोलर हैं इसलिए हम कुछ मानक वाले या कुछ जाने माने माइक्रोकंट्रोलर पर गौर करेंगे लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर उपलब्ध हैं इसलिए उन सभी को किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं है लेकिन हम आशा करते हैं कि यदि आप उन माइक्रोकंट्रोलर्स में से एक के संपर्क में आते हैं तो आप उन विचारों को अन्य माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं और वहां आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं तो 8051 एक बहुत ही प्रमुख माइक्रोकंट्रोलर में से एक होता है और जो बाजार में उपलब्ध होता है और इसकी वास्तुकला प्रोसेसर के डिजाइन द्वारा निर्देशित होती है और इसके साथ ही हमें आवश्यक मॉड्यूल जैसे कि RAM ROM Timers और अन्य अतिरिक्त बाह्य उपकरण मिलते हैं इसलिए हम उन्हें धीरे धीरे देखेंगे तो जो बुनियादी घटक आपके पास एक 8051 माइक्रोकंट्रोलर में है उसमें 4 किलोबाइट्स ROM तो 128 बाइट्स RAM चार 8 बिट IO पोर्ट दो 16 बिट टाइमर या काउंटर और एक सीरियल इंटरफ़ेस है उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन वाली चिप विभिन्न निर्माताओं द्वारा डिज़ाइन की गई है तो 8051 एक ऐसे माइक्रोकंट्रोलर से है तो उन्हें सिंगल चिप कंप्यूटर माना जा सकता है इसलिए यदि आपको याद है कि कंप्यूटर सिस्टम में हमें प्रोसेसर जैसे घटकों की आवश्यकता होती है जो सीपीयू है तो हमें उसके लिए कुछ मेमोरी की आवश्यकता होती है और उस मेमोरी में से कुछ हिस्सा प्रोग्राम को होल्ड करेगा इसलिए वे बदलने वाले नहीं हैं तो वे गलत हिस्सा हो सकते हैं फिर कुछ हिस्सा होगा जहां कुछ डेटा संग्रहीत किया जाएगा इसलिए यह रैम भाग है क्योंकि इसके लिए रीड राइट एक्सेस की आवश्यकता होगी और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम को बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने की भी आवश्यकता है तो कुछ IO पोर्ट भी होने चाहिए इसलिए उदाहरण के लिए 8085 में हमने यह भी देखा है कि आप कुछ IO उपकरणों को पोर्ट से डेटा बस लाइन से जोड़ सकते हैं और इसे IO पोर्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो इसी तरह हमारे यहां कुछ IO पोर्ट हो सकते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटक जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन जो कि सिंगल बिट कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है तो क्रमिक संचार उपयोगी है और जब आप एक प्रणाली डिजाइन कर रहे होते हैं तो कई बार हमें जो करने की आवश्यकता होती है वह है कुछ समय के विशेष घटनाओं पर होने वाली घटनाएं तो इस तरह से हमें कुछ बहुत सटीक समय की आवश्यकता है इसलिए हम निर्देशों और लूप का उपयोग करते हुए कुछ देरी कर सकते हैं लेकिन उस देरी को आप समझ सकते हैं कि आप NOP निर्देश का उपयोग करते हुए बहुत कम स्तर पर नहीं जा सकते हैं जो कि सबसे छोटे और सरल संभव निर्देशों में से एक है तो NOP को 1 पूर्ण मशीन साइकिल की आवश्यकता होती है तो 1 मशीन साइकिल जो कि भ्रूण साइकिल है 4 t state का है और उस प्रोसेसर में 1 t State की देरी नहीं हो सकती है तो यह समस्या है तो आपको प्रोसेसर से जुड़े रहने के लिए कुछ बाहरी टाइमर या काउंटर चिप की आवश्यकता है यदि आप वास्तव में कुछ सटीक समय चाहते हैं तो एक सिस्टम ऑपरेशन के लिए ये चीजें हैं जो हमें होनी चाहिए अभी माइक्रोकंट्रोलर्स में जो किया जाता है वह यह है कि इन सभी घटकों को एक चिप पर रखा जाता है तो क्या फायदा है फायदे इस तरह से होते हैं कि सबसे पहले समग्र प्रणाली का आकार छोटा हो जाता है इसलिए एक बोर्ड पर कई अलग अलग चिप्स लगाए जाने के बजाय अब आपके पास एक चिप पर सभी घटक हो सकते हैं तो सिस्टम का समग्र आकार छोटा हो जाता है दूसरी महत्वपूर्ण बात गति के बारे में है जब आपके पास मुद्रित सर्किट बोर्ड पर अलग अलग घटक होते हैं तो घटकों के बीच संबंध तांबे की रेखा है चिप के भीतर मौजूद कनेक्शन लाइन की तुलना में घटकों के बीच तांबा लाइन कनेक्शन बहुत धीमा हो जाएगा ऑन चिप कनेक्शन की तुलना में ऑफ चिप कनेक्शन धीमा होता है इसलिए यदि आप गति वृद्धि की तलाश कर रहे हैं तो बेहतर है कि इन सभी घटकों को हम एक ही सिलिकॉन चिप में डालें और ठीक ऐसा ही माइक्रोकंट्रोलर में हो रहा है कि इन सभी घटकों को एक चिप पर रखा गया है हालाँकि आप संसाधनों को बहुत बड़ी संख्या में नहीं डाल सकते हैं अन्यथा चिप का आकार बहुत कठिन हो जाएगा और चिप के फुटप्रिंट बहुत बड़े हो जाएंगे हालाँकि आप संसाधनों को बहुत बड़ी संख्या में नहीं डाल सकते हैं अन्यथा चिप का आकार बहुत कठिन हो जाएगा और चिप के फुटप्रिंट बहुत बड़े हो जाएंगे तो 8051 में 4 किलोबाइट आंतरिक रोम है तो आप इस ROM पर कुछ प्रोग्राम लोड करने के लिए इस 8051 को प्रोग्राम कर सकते हैं रैम स्पेस वास्तव में केवल 128 बाइट्स है और हम देखेंगे कि यह विभिन्न तरीकों से मल्टीप्लेक्स किया गया है आप कुल उपलब्ध मेमोरी को बढ़ाने के लिए बाहरी ROM और RAM चिप्स को माइक्रोकंट्रोलर से जोड़ सकते हैं जो हम देखेंगे लेकिन आंतरिक रूप से यह ऐसा है इसलिए यदि आपका सिस्टम बहुत सरल है जैसे कि यदि आप ट्रैफ़िक लाइट कंट्रोलर बना रहे हैं तो हो सकता है कि 4 किलोबाइट की आंतरिक रोम और 128 बाइट की रैम पर्याप्त हो तो यह संभव हो सकता है कि सिस्टम बहुत सरल है और हम इसे अलग रैम और सिंगल चिप्स के बजाय सिंगल 851 माइक्रो कंट्रोलर के साथ कर सकते हैं चार 8 बिट IO पोर्ट दिए गए हैं 8 गुणा 4 बिट जो कि कुल 32 बिट IO है जो प्रोसेसर बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर का समर्थन कर सकता है फिर दो 16 बिट टाइमर काउंटर Timer counters भी हैं तो आप कुछ सटीक समय गणना कर सकते हैं तो आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं और आप कुछ ऐसी घटना को भी गिन सकते हैं जो बाहरी हुई है तो यदि आप एक कन्वेयर बेल्ट पर गुजरने वाली वस्तुओं की गिनती कर रहे हैं तो कितने माप रहे हैं तो हर घटक या हर वस्तु को पास करने से काउंटर पर एक पल्स भेजा जा सकता है और तदनुसार काउंटर पता लगा लेगा कि कितने आइटम पास हुए हैं सीरियल इंटरफ़ेस का उपयोग अन्य उपकरणों के लिए क्रमिक संचार करने में किया जाता है इसलिए यदि आप 8051 के आंतरिक ब्लॉक आरेख में देखें तो हम देखते हैं कि एक बस में ये ऐसे घटक हैं जो लटके हुए हैं आपको 4 किलोबाइट्स ROM 128 बाइट्स RAM 4 IO पोर्ट्स 1 सीरियल पोर्ट मिला है 2 टाइमर टाइमर 1 और टाइमर 2 हैं और हमारे पास यह बस कंट्रोल है इसलिए बस नियंत्रण ऑपरेशन को नियंत्रित करेगा यह प्रसंस्करण इकाई है जो प्रसंस्करण करेगी इसलिए जब हमने माइक्रोप्रोसेसरों के बारे में चर्चा की तो हमने वास्तव में इस CPU के बारे में चर्चा की यह मानते हुए कि यह ROM RAM टाइमर IO पोर्ट और सीरियल संचार बाहरी घटक हैं लेकिन 8051 के मामले में सभी एक साथ हैं तो यह सीपीयू है तो यह इंटरप्ट कंट्रोल है और जो ऑसिलेटर है ये क्लॉक सिग्नल जेनरेट करेगा और सीपीयू को कंट्रोल करेगा तो यह 8051 का आंतरिक ब्लॉक आरेख है 8051 में हमारे पास अन्य विशेषताएं हैं हमारे पास चिप ऑसिलेटर केवल एक है घड़ी की पीढ़ी के लिए केवल 1 बाहरी ऑसिलेटर है और 6 बाधा स्रोत हैं तो 2 बाहरी बाधा हैं और उस रीसेट सीरियल इनपुट आउटपुट और टाइमर के संदर्भ में 3 आंतरिक व्यवधान हैं तो 2 टाइमर्स 1 सीरियल इनपुट आउटपुट और रीसेट तो ये 6 बाधा स्रोत हैं हमें 64 किलोबाइट बाह्य कोड स्थान मिला है तो यह प्रोग्राम मेमोरी के लिए है इसलिए आंतरिक रूप से हमें 4 किलोबाइट मिले हैं तो आपको 4 किलोबाइट का ROM मिला है इसलिए यदि आप बाह्य मेमोरी कनेक्ट कर रहे हैं तो आप डेटा मेमोरी भाग के लिए 64 किलोबाइट बाह्य जगह बाहरी रोम तक जा सकते हैं तो यह फिर से बाहरी डेटा मेमोरी का एक और 64 किलोबाइट है यदि आप इसे अलग से लेते हैं तो कोड मेमोरी और डेटा मेमोरी तो यह 64 प्लस 64 कुल 128 किलोबाइट मेमोरी है जिसे आप 8051 सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं इसमें से आधे को मेमोरी प्रोग्राम किया जाएगा आधा डेटा मेमोरी होगी कई अहसास में हम क्या करते हैं कि हम इस कोड और डेटा मेमोरी को एक साथ मिला देते हैं और बाहरी मेमोरी के रूप में हमें केवल 64 किलोबाइट मिलते हैं तो जिसे डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दोनों के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है इसलिए यह कई अनुप्रयोगों में उपयोगी हो सकता है अब जब आप इस बाहरी मेमोरी बाहरी कोड मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं तो एक स्ट्रोब है जिसे प्रोग्राम स्टोर सक्षम या PSEN के रूप में जाना जाता है तो यह विशेष बिट डेटा मेमोरी एक्सेस के लिए दूसरी ओर रीड ऑपरेशन को नियंत्रित करेगा तो हमें यह पढ़ने और लिखने के लिए मिला है इसलिए सामान्य प्रक्रिया या 8085 के मामले में हमने देखा है कि जब भी हम मेमोरी के बाहर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो पढ़ने और लिखने के नियंत्रण उपलब्ध हैं तो ROM एक्सेस के लिए केवल पढ़ने की पंक्ति को ROM के पढ़ने से जोड़ा जाना चाहिए RAM के लिए रीड एंड राइट लाइनों को RAM के रीड एंड राइट से कनेक्ट करना होता है लेकिन 8051 के मामले में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी पूरी तरह से अलग हैं इसलिए प्रोग्राम मेमोरी को इस PSEN सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है जबकि डेटा मेमोरी को रीड एंड राइट सिग्नल द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसलिए जब 8051 प्रोग्राम कोड एक्सेस कर रहा है तो यह इस रीड एंड राइट सिग्नल को सक्रिय नहीं करेगा इसलिए हमें अपने डिज़ाइन में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि तब यह दिए गए स्ट्रोब के माध्यम से होगा यह प्रोग्राम स्टोर सक्षम लाइन पर दूसरी तरफ होगा जब यह रीड एक्सेस या डेटा एक्सेस कर रहा हो इसलिए यह केवल पढ़ने और लिखने की पंक्तियों को सक्रिय कर रहा होगा न कि PSEN लाइन को इस तरह से हमें सावधान रहना होगा और इस कोड मेमोरी को इस बाहरी एक्सेस द्वारा चयन करना होगा इसलिए जैसा कि हमने कहा कि बाहरी मेमोरी में 4 किलोबाइट है इसलिए किसी भी समय आप कह सकते हैं कि आप बाह्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी का उपयोग करना चाहते हैं तो इस तरह से आपके पास यह बाहरी पहुंच हो सकती है एक पिन है जिसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप इसे तदनुसार 0 या 1 पर सेट कर सकते हैं और आपका निर्देश आंतरिक मेमोरी या बाहरी मेमोरी तक पहुंच जाएगा और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास बाहरी मेमोरी हो सकती है जो डेटा और कोड दोनों ही संभव है तो यह 8051 अचानक क्यों आया यह नए प्रकार के सिस्टमों के कारण आया है और हम इसे एम्बेडेड सिस्टम के नाम से जानते हैं तो एक एम्बेडेड सिस्टम यह मुख्य प्रणाली के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है यह हो सकता है कि समग्र प्रणाली में यह एम्बेडेड सिस्टम एक हिस्सा है उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन इसलिए वॉशिंग मशीन को ऐसे इंटरफेस मिले हैं जो बाहरी दुनिया के लिए हैं इसलिए हम बटन का एक सेट देखते हैं लेकिन आंतरिक रूप से गणनाएं होती हैं जैसे कि ड्रम को घुमाया जाता है कि कितने घुमाव के लिए इसे घुमाया जाएगा क्या तापमान होगा और यह जल स्तर को महसूस करेगा तो उन सभी को एम्बेडेड सिस्टम द्वारा किया जाता है जब आप एक कार चला रहे होते हैं तो कई प्रोसेसर होते हैं जो स्टीयरिंग फ्यूल इंजेक्शन एंटी ब्रेक ब्रेकिंग सिस्टम एयरबैग से शुरू होने वाले विभिन्न ऑपरेशनों को नियंत्रित कर रहे हैं फिर हमारे पास पावर विंडो भी हैं तो वे सभी प्रोसेसर हैं जो इस गणना को कर रहे हैं लेकिन उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से हम उन प्रोसेसर को नहीं देखते हैं इसलिए हम अभी समग्र प्रणाली देखते हैं तो यह एम्बेडेड सिस्टम के उदाहरण हैं तो यह प्रोसेसर सीधे पर्यावरण के साथ बातचीत नहीं कर सकता है प्रोसेसर को उस सिस्टम से इंटरैक्ट किया जा सकता है जिसमें इसे डाला जाता है तो यह एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है इसलिए यह बड़ी प्रणाली के साथ बातचीत कर सकता है तो विशिष्ट उदाहरण एक कार इग्निशन नियंत्रण है हमने पहले ही कहा है कि एक कार में कई ऐसे प्रोसेसर हैं जो कार और उसके नियंत्रण को चलाने में मदद करेंगे तो एक एम्बेडेड उत्पाद एक काम करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करता है इसलिए जब आप कार चला रहे हों तो यह कार्य निर्धारित है तो इन प्रोसेसर को करने के लिए आवश्यक संचालन पहले से तय है इसलिए एक कार में एक प्रोसेसर के लिए मैं यह कहने की कोशिश नहीं करूंगा कि एक प्रोग्राम चलाएं जो द्विघात समीकरण की जड़ों को ढूंढेगा इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे लेकिन प्रोसेसर इस फ्यूल इंजेक्शन स्टीयरिंग कंट्रोल और अन्य सभी चीजों को कर रहा है इसलिए यह एक समय में केवल एक कार्य करता है इसलिए यदि आप माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा है कि सिस्टम का आकार बड़ा हो सकता है इसलिए परिणामस्वरूप हम एक माइक्रोकंट्रोलर रख रहे हैं और चूंकि हम एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित प्रणाली या एक एम्बेडेड सिस्टम पर केवल एक ही एप्लिकेशन या केवल एक छोटा सा एप्लिकेशन सेट कर रहे हैं इसलिए हम उन प्रोग्रामों को जानते हैं जिन्हें हमें निष्पादित करने की आवश्यकता है तो हम उन प्रोग्राम को सीधे ROM में जला सकते हैं इसलिए हमारी सामान्य प्रणाली के विपरीत जहां विभिन्न उपयोगकर्ता विभिन्न प्रोग्रामों के साथ आ सकते हैं इसलिए हमें उस प्रोग्रामों को रैम पर लोड करने की आवश्यकता होती है और वहां से हमें निष्पादित करने की आवश्यकता होती है लेकिन एक एम्बेडेड एप्लिकेशन के लिए प्रोग्राम तय होते हैं हम रोम पर उन प्रोग्रामों को जला सकते हैं ताकि केवल उन प्रोग्रामों को प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किया जाएगा तो ये ऐसे बिंदु हैं जहां यह 8051 उपयोगी हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम के विशिष्ट उदाहरण कीबोर्ड प्रिंटर वीडियो गेम प्लेयर एमपी 3 संगीत खिलाड़ी एम्बेडेड मॉनिटर मोबाइल फोन कैमरा मोटर वाहन नियंत्रण जैसे हैं तो ये सभी एम्बेडेड सिस्टम के एक अलग उदाहरण हैं इसलिए ये उदाहरण इन प्रोसेसरों का उपयोग करके बनाए गए हैं अब आप माइक्रोकंट्रोलर कैसे चुनते हैं जैसा कि मैंने कहा है कि बाजार में कई माइक्रोकंट्रोलर उपलब्ध हैं वास्तव में 8051 भी कई वेरिएंट में उपलब्ध है तो हमारे पास 8031 हैं हमारे पास 8052 हैं और उनकी क्षमता अलग अलग है जैसे कि 8031 में कोई आंतरिक रोम नहीं होगा और 8052 में 1 और टाइमर होगा माइक्रोकंट्रोलर चुनने का पहला मानदंड कार्य की कंप्यूटिंग आवश्यकता को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करना है तो गति को रैम की मात्रा से मेल खाना चाहिए प्रोसेसर की गति मेरी आवश्यकता से मेल खाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर समय इन एम्बेडेड अनुप्रयोगों की प्रकृति में वास्तविक समय होता है इसलिए आवश्यकतानुसार कार्य को निश्चित समय के भीतर पूरा करना होता है इसलिए यदि प्रोसेसर धीमा है तो उचित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे तो प्रोसेसर की गति एक पैरामीटर है हमारे पास सिस्टम में रोम और रैम की मात्रा है अगर रोम छोटा है और मेरे एप्लिकेशन का प्रोग्राम आकार बड़ा है तो मुझे बाहरी मेमोरी को उस चिप से कनेक्ट करना होगा जिस तरह से पदचिह्न ऊपर जाएगा यदि हम माइक्रोकंट्रोलर के एक उच्च परिवार के लिए जाते हैं तो संभवतः मेरा प्रोग्राम रोम में फिट होगा जो वहां उपलब्ध है और माइक्रोकंट्रोलर के भीतर ही उस कार्य को धारण करने में सक्षम होगा RAM की मात्रा इस तरह की है कि हमें कितने अस्थायी डेटा संग्रहीत करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए 8051 में इसे केवल 128 बाइट की आंतरिक रैम मिली है इसलिए यदि आपको अधिक रैम स्पेस की आवश्यकता है तो आपको बाहरी रैम चिप को कनेक्ट करना होगा तो यह कैसे होता है तो क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं यदि मैं माइक्रोकंट्रोलर के अगले उच्च परिवार में जाते समय रैम स्पेस और चर का प्रबंधन करता हूं तो यह ठीक है 8051 में IO पोर्टों की संख्या 32 IO बिट्स या 4 IO पोर्ट्स हैं और यदि यह पर्याप्त है तो उच्च परिवार में जाने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास जितनी टाइमर हैं प्रत्येक टाइमर एक ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए समर्पित हो सकता है इसलिए यदि आपको 2 से अधिक ऑपरेशनों के लिए सटीक समय की आवश्यकता है तो संभवतः हम उन्हें समानांतर में उपयोग कर सकते हैं इसके लिए हम 8051 का उपयोग नहीं कर सकते हैं सिस्टम का आकार पैकेजिंग का प्रकार और इसकी बिजली की खपत वे सभी माइक्रोकंट्रोलर की पसंद में योगदान करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण बात अपग्रेडेशन है इसलिए आज हम कुछ माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग कर रहे हैं कल हम अपने सिस्टम में अगले उच्च माइक्रोकंट्रोलर के पास जा सकते हैं परिणामस्वरूप सिस्टम प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा लेकिन साथ ही मैं हार्डवेयर को बदलना नहीं चाहता जब हम सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो हमें लगता है कि पिन कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ़्टवेयर संगतता होनी चाहिए इसलिए सिस्टम अपग्रेडेशन आसान होना चाहिए और प्रति यूनिट लागत कम से कम होनी चाहिए इसलिए यदि प्रति यूनिट लागत कम नहीं है तो सिस्टम की लागत माइक्रोकंट्रोलर की लागत पर हावी हो सकती है तो इस तरह से हमें सावधान रहना होगा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास है वह है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स की उपलब्धता कुछ समय पहले मैंने कहा है कि इतने सारे माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर उपलब्ध हैं इसलिए आप संभवतः उन सभी प्रोसेसर की असेम्बली भाषा प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं सीख सकते हैं तो यह वांछनीय है कि हम अपने प्रोग्राम और नियंत्रण प्रोग्राम को कुछ उच्च स्तरीय भाषा में लिख सकते हैं जैसे C और फिर कंपाइलर होना चाहिए जो इस C कोड को प्रोसेसर के मशीन कोड में अनुवाद करेगा इसलिए इन कोडर डिबगर कंपाइलर एमुलेटर सिम्युलेटर तकनीकी समर्थन सभी को हमारे द्वारा लिए जाने वाले माइक्रोकंट्रोलर के लिए उपलब्ध होना चाहिए यह व्यापक रूप से उपलब्ध होना चाहिए और सूक्ष्म रूप से माइक्रोकंट्रोलर के लिए शील होना चाहिए जो हम लेते हैं यह सभी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए तो ये ऐसे मानदंड हैं जो हमें माइक्रोकंट्रोलर चुनने के लिए मार्गदर्शन करेंगे इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हैं जैसे कि यह गति और रोम रैम आदि की मात्रा लेकिन उनमें से कई आर्थिक हैं जैसे विश्वसनीय संसाधन स्रोतों की उपलब्धता इसी तरह विकास मंच फिर से बुनियादी हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है तो वे अतिरिक्त चीजें हैं जो विक्रेता द्वारा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं ताकि डेवलपर्स उन प्लेटफार्मों का उपयोग उत्पाद को विकसित करने या उस उत्पाद पर एप्लिकेशन विकसित करने के लिए कर सकें तो इस तरह से आप देखते हैं कि कई निर्णय नहीं किए जाते हैं यह न केवल प्रोसेसर की गुणवत्ता पर आधारित है बल्कि अन्य चीजों की गुणवत्ता पर भी आधारित है अगर आप इस 8051 परिवार को देखें जब हम इस ROM प्रकार को देखते हैं तो 8031 में कोई ROM नहीं है 8051 8052 फिर 8751 8752 8051 उन्हें मास्क रोम मिला है 8751 को EPROM मिला है जो विद्युत रूप से प्रोग्रामेबल ROM है फिर हमें 89 श्रृंखलाओं में फ्लैश ईईप्रॉम मिला है 89 श्रृंखला में कई प्रोसेसर हैं और उन्हें EEPROM मिला है जो विद्युत रूप से इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप देखते हैं तो ये पहले 2 शब्द निर्माता के बारे में बताएंगे ATMEL के लिए AT का मतलब है C का अर्थ टेक्नॉलजी सीएमओएस तकनीक है और LV कम पावर संस्करण है तो आपूर्ति वोल्टेज कम 030 वोल्ट है जबकि सामान्य प्रोसेसर आपूर्ति वोल्टेज 5 वोल्ट होगा तो प्रोसेसर के इस 8051 श्रृंखला के कई विक्रेता हैं और तदनुसार आप वहां श्रृंखला संख्या पा सकते हैं इसलिए यदि आप इन परिवार के सदस्यों की तुलना करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल 89 श्रृंखलाओं की तुलना कर रहे हैं तो 8951 जो मूल रूप से 8051 है इसमें 4 किलोबाइट का ROM 128 बाइट्स RAM 2 टाइमर 6 इंटरप्ट सोर्स और 32 IO पिन है 8952 या 8052 में 8 किलोबाइट की रोम 256 बाइट्स की रैम होती है तो आप देखते हैं कि रोम और रैम दोगुनी हो गई है तो टाइमर भी 1 और है इंटरप्ट के स्रोत भी 2 अधिक हैं आईओ पिन्स समान हैं 8953 में रॉम आकार में और वृद्धि हुई है तो आप देखते हैं कि हमें कई विकल्प मिले हैं इसलिए हमारे पास मौजूद एप्लिकेशन के आधार पर हम प्रोसेसर के उच्च परिवार के लिए जा सकते हैं 891051 और 892051 को वॉचडॉग टाइमर जैसी कुछ अतिरिक्त चीजें मिली हैं इसलिए वे तब उपयोगी होते हैं जब आपको कार्यों के लिए कुछ समय सीमा मिल गई है और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या कार्य छूट गया है या नहीं इसलिए उन प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए हमें इन वॉचडॉग टाइमर की आवश्यकता होती है फिर हमारे पास एनालॉग वोल्टेज तुलनित्र है हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामेबल है जो प्रोग्राम को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है जब सिस्टम चालू होता है एनालॉग तुलनित्र को AC के रूप में चिह्नित किया गया है उन्हें ये सुविधाएँ मिली हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से बीटा प्रोसेसर में हमें बेहतर लचीली सुविधाएं मिली हैं लेकिन सिस्टम की लागत भी बढ़ जाएगी यह हमारे पास समग्र चार्ट है इसलिए हम इसे भागों द्वारा समझाएंगे योजनाबद्ध में हमारे पास प्रोसेसर के बारे में बेहतर दृष्टिकोण है तो आप देख सकते हैं कि 4 पोर्ट हैं P0 P1 P2 और P3 तो ये 4 पोर्ट हैं और ये सभी 8 बिट पोर्ट हैं यह RST रीसेट है तो EA बार एक्सटर्नल एक्सेस है तो वे वास्तव में यह RST और EA बार हैं इसलिए वे चिप पर आ रहे हैं तो चिप के लिए उनका इनपुट स्पष्ट रूप से यहां नहीं दिखाया गया है तो अगर यह EA बार 0 बना है इसका मतलब है सिस्टम डिज़ाइनर चाहता है कि 8051 बाहरी मेमोरी से कोड स्पेस का उपयोग करे इसे बाहरी मेमोरी से कोड लेना चाहिए यानी बाहरी ROM से और सामान्य ऑपरेशन के लिए हमें इस EA बार पिन को 1 पर सेट करना चाहिए तो अगर यह पिन 1 बनाया जाता है तो 8051 कोड के लिए आंतरिक रैम या आंतरिक रोम का उपयोग करेगा जैसा कि हम देखते हैं कि इनमें से कई पिन मल्टीप्लेक्स हैं पोर्ट P0 को 32 से 39 तक गिना जाता है इसलिए वे पोर्ट पिन के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही यह Address डेटा 80 से 87 के रूप में भी काम करते हैं इसलिए यहां भी 8085 की तरह बस को मल्टीप्लेक्स किया गया है इसलिए यह लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस 80 से 87 तक मल्टीप्लेक्स है फिर यदि आप यहां पोर्ट 2 में देखते हैं तो आप देखते हैं कि पिन बहुक्रियाशील हैं वे IO पिन के साथ साथ उच्च ऑर्डर Address bus का कार्य कर सकते हैं इसलिए यदि आप कुछ बाहरी मेमोरी को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पिन 21 से 28 और 32 से 39 बाहरी डेटा बस और बाहरी एड्रेस बस द्वारा उपयोग किए जाएंगे इसलिए आप IO डिवाइस के लिए या IO ऑपरेशन के लिए उन पोर्ट का उपयोग नहीं कर सकते इसी तरह अगर आप इस पोर्ट 3 को देखेंगे तो पाएंगे कि ये पिन भी मल्टीप्लेक्स हैं पिन नंबर 17 यह पोर्ट P3 के बिट 7 के साथ साथ रीड बार सिग्नल के रूप में कार्य करता है